वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन के मॉड्यूल 18 में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल से शुरू करके हमने अपनी छुट्टी प्रबंधन प्रणाली को डिजाइन पर भी उस कार्य को जारी रखेंगे इसलिए जैसा कि मैंने पिछले मॉड्यूल 02 में सलाह दी थी कि कृपया LMS विनिर्देश के दस्तावेज को PDF में रखें वीडियो को संभाल कर रखें यदि आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया वीडियो को फिर से देखें और कृपया अपने साथ पेन और पेपर भी रखें ताकि आप डिजाइन के बीच और पूर्ण भागों में विराम दे सकें जिनकी मैं इस मॉड्यूल में चर्चा कर रहा हूं इसलिए यहां हम मुख्य रूप से फिर से जल्दी से पुनरावृत्ति करेंगे जो हमने किया था कि डिजाइन का कितना हिस्सा मुख्य रूप से कक्षाओं की पहचान और उनकी विशेषताओं का किया गया है और इस विशेष मॉड्यूल के आधार पर हम जिम्मेदारियों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जैसा कि हम पिछले मॉड्यूल में कर रहे थे हम यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर गुणवत्ता जांच करते रहेंगे कि हम वास्तव में इसे बेहतर के लिए परिष्कृत कर रहे हैं तो बस यह याद दिलाने के लिए कि हमारा विशिष्ट इनपुट अंग्रेजी विनिर्देश अनौपचारिक अंग्रेजी विवरण है और हम वर्गीय विशेषता और जिम्मेदारियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सिर्फ एक पुनरावृत्ति के लिए है कि यह एक प्रकार का विनिर्देश है जिसे हम आपके अनुसरण कर रहे हैं यह पहले से ही जानते हैं अब पहले वाले मॉड्यूल में हमने संज्ञा की उस पहचान के आधार पर अंग्रेजी विवरण का विश्लेषण करने के लिए एक प्राथमिक भाषाई दृष्टिकोण का पालन किया है और हमने वह विश्लेषण किया है हमने 50 विभिन्न संज्ञाओं के क्रम की बहुत सारी संज्ञाओं की पहचान की है यह संभवतः पूरी सूची है शायद कुछ और जो आप को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं और फिर विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सी संज्ञाएं सिर्फ मूल्यों के रूप में होती हैं हमने कुछ विशेषताओं को पहचाना बेशक बहुत अधिक विशेषताएं हैं जिन्हें आपके और साथ पूरा करने की आवश्यकता है चरणों के बाद हमने यह देखने के लिए एक गुणवत्ता जांच की कि प्रणाली में युग्मन अभी भी कम है क्योंकि यह सभी तरह के सामंजस्य के कुछ प्रकार के विघटन के कारण समान वस्तुओं के संदर्भ में आने लगे हैं जो हम कक्षाओं के संदर्भ में डाल रहे हैं और पर्याप्तता स्पष्ट नहीं है और पूर्णता और प्रधानता भी बहुत कम है और इसके साथ ही हमने लगभग 15 संभावित वर्गों की पहचान की है लेकिन ये संभावित वर्ग हैं ये प्रमुख सार हैं जो विभिन्न संज्ञाओं के बीच से बाहर खड़े हुए थे का विश्लेषण किया अब कहा जाता है कि अब हम जिम्मेदारी की पहचान के लिए आगे बढ़ते हैं और हम भाषाई विश्लेषण दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बार हम अपना काम करने के लिए क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि यह ऐसा हो कि हम भाषाई विश्लेषण का उपयोग करें और कोशिश करें क्रियाओं को निकालने के लिए और स्वाभाविक रूप से क्रिया के रूप में हम समझ सकते हैं क्रिया स्वाभाविक रूप से कार्रवाई की भावना देती है यह कुछ किया जा रहा है की भावना है तो संज्ञा जैसी क्रियाओं का अस्तित्वगत वास्तविकताओं के साथ अधिक मजबूत संबंध है और इसलिए वस्तुओं और कक्षाओं के अधिक संकेत हैं क्रियाओं का संकेत अधिक होगा लेकिन कुछ मामलों में अपवाद होंगे क्रिया वास्तव में एक संयोजी के लिए खड़ी हो सकती है वास्तव में एक संपत्ति और इसी तरह का मतलब हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से क्रियाओं से हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या संचालन द्वारा निष्पादित किया जा सकता है एक निश्चित वस्तु के द्वारा हमने कक्षाओं की पहचान के द्वारा पहले से ही संभावित वस्तुओं की अच्छी समझ बना ली है और हम क्रियाओं के विश्लेषण से इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे कि क्या पुन प्रयोज्य है कि यदि एक ही क्रिया या बहुत समान क्रियाओं को विभिन्न तरीकों के बीच दोहराया जाता है फिर एजेंटों को पुन प्रयोज्य के लिए संभावित स्थान हैं जिन्हें हम पहचानना चाहते हैं हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से क्रियाओं का मतलब उन घटनाओं से है जिनके बारे में हमने संरचनात्मक क्लस्टरिंग की घटनाओं के बारे में भी बात की है जिन्हें आप याद करेंगे जबकि हम कक्षाओं के लिए विश्लेषण कर रहे थे इसलिए घटना कुछ घटित हो रही है इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि क्रिया की पहचान के साथ हम उन घटनाओं के बारे में बात करने में अधिक स्पष्ट रूप से बात कर पाएंगे जो उन घटनाओं के होने की उम्मीद है और कब होगी हम कई मामलों में स्वाभाविक रूप से क्रिया करेंगे और व्याकरणिक अर्थों में भाषाई अर्थों में एक विषय और एक वस्तु होगी तो एक क्रिया की वस्तु से हम समझ पाएंगे हम यह निकालने में सक्षम होंगे कि OOAD अर्थ की अपेक्षित वस्तु क्या है जिस पर क्रिया वास्तव में हो रही है इसलिए हम बदले में उठाई गई घटनाओं के जवाबों के बारे में विचार करेंगे इसलिए क्रियाओं के विश्लेषण से हमें इस बात पर काफी अच्छी पकड़ मिलनी चाहिए कि सिस्टम में क्या हो सकता है तो पहले की तरह इस बार हम पाठ को रंग दें इस बार मैं क्रियाओं की पहचान करने के लिए नीले रंग का उपयोग कर रहा हूं इसलिए कंपनी SMS के माध्यम से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति और छुट्टी का प्रबंधन करना चाहती है यह एक क्रिया है लेकिन हम केवल इस बात को नजर अंदाज कर देंगे कि क्योंकि हम समझते हैं कि यह प्रणाली के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के लिए एक क्रिया है लेकिन यहां एक क्रिया है जिसमें कर्मचारी के विशिष्ट विषय हैं क्रिया कार्य फिर रिपोर्ट करते हैं फिर अनुमोदन होता है पछतावा है फिर रिपोर्ट मंजूर वगैरह तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संज्ञा के मामले में हम कई क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं जो जिम्मेदारी की पहचान के संदर्भ में उपयोग से बंद हो जाएंगे दस्तावेज़ पर आगे बढ़ते हुए अगर हम उस हिस्से की ओर जाते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की छुट्टी पर चर्चा की जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम एक क्रिया का श्रेय देखते हैं इसलिए हम जानेंगे कि छुट्टियो का क्रेडिट सिस्टम से कुछ लेना देना है यह एक और क्रिया आवंटन में शामिल होने के साथ कुछ करने के लिए है इसलिए वहाँ एक और क्रिया है जो क्रियाओं को परिभाषित करती है या आगे ले जाती है एक और क्रिया है और हम देख सकते हैं कि इसके संदर्भ में कुछ योग्यता है इसलिए जब हम क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं तो हम वास्तव में देख सकते हैं कि प्राथमिक क्रिया क्या है और सहायक क्या हैं प्राथमिक एक कैरी ओवर है और सहायक नहीं हो सकता है जो मूल रूप से एक नकारात्मक कार्रवाई है जो कहा जा रहा है इसलिए हम इस पर ध्यान दे सकते हैं कि यह सभी इस तरह के हैं और यदि आप इससे गुजरते हैं तो हम उनमें से कई की पहचान पूरे दस्तावेज में कर पाएंगे इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप फिर से समझ गए होंगे कि हम भाषण के हिस्सों का विश्लेषण करने के मामले में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगा कि आप इस बिंदु पर विराम दें और PDF विनिर्देश पर वापस जाएं और इस समय बहुत सावधानी से क्रियाओं का विश्लेषण करें और उन्हें अपनी नोटबुक में कनेक्ट करें इसलिए मुझे आशा है कि आपने क्रियाओं को एकत्रित करने की यह कवायद की है यह LMS विनिर्देशन से पहचानी गई क्रियाओं की सूची है फिर मैं कभी यह दावा नहीं करूंगा कि यह एक विस्तृत सूची होगी जो आप कुछ और क्रियाओं को खोजने में सक्षम होंगे जिन्हें मैंने याद किया है लेकिन यह कमोबेश ऐसी क्रिया है जो आपको मिलती है तो वहाँ की तरह दिलचस्प क्रिया है जैसे अनुमोदन समायोजन की तरह अफसोस और जैसा कि मैंने कहा कि सहायक संयुक्त नकारात्मक क्रियाओं के बहुत सारे हैं और निश्चित रूप से ऐसी क्रियाएं जो अधिक संयोजी होती हैं जैसे कि इस तरह की सभी प्रकार की क्रियाएं प्रदान करती हैं और वास्तव में इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं जैसा कि आप विश्लेषण करते हैं और आप यह भी पाएंगे कि कुछ निश्चित रूप हैं जो शुद्ध रूप में नहीं हैं तो क्रिया शुद्ध मूल क्रिया क्लब है तो यह एक सहायक विस्तार के साथ आ रही है तो हम सिस्टम को साफ करने के लिए और क्रियाओं की संख्या को कम करने के लिए क्या करेंगे हम केवल शुद्ध रूप लेने और उन क्रियाओं की सूची लेने की कोशिश करेंगे जो उनके स्टेम के मामले में अद्वितीय हैं इसलिए यदि हम उस सफाई को करते हैं तो हम इस प्रकार की क्रियाओं से बचे रहते हैं जिस पर फिर से हम कुछ अलग अलग चीजों को देखने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि वे कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें हम कार्रवाई के बहुत मुख्य भाग में देखते हैं ताकि शायद मैं यहाँ विनिर्देश पर एक नज़र बस ले सकूं इसलिए यदि हम इसे देखते हैं तो मान लें कि मैं इन अवकाश भागों में देख रहा हूं और हम देख सकते हैं कि अवकाश जैसी क्रियाओं को श्रेय दिया जाता है EL हम कह रहे हैं कि यह श्रेय दिया जाता है इसलिए हमें SLS का श्रेय दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसे एक क्रिया के रूप में श्रेय दिया जाता है या क्रेडिट क्रिया में अलग अलग अवकाश के संदर्भ में कुछ मजबूत होता है जो समझ में आता है क्योंकि आपको अवकाश के लिए कुछ पात्रता रखने की आवश्यकता होती है लेकिन उनमें से कुछ शायद अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण क्रिया हैं जैसे कि हम यहां कह रहे हैं कि अधिकतम 15 दिनों के नकारात्मक संतुलन की अनुमति है अब यह नहीं है हालांकि यह एक क्रिया है लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि यहां उपयोग में यह एक कार्रवाई की तुलना में अधिक बाधा है चूँकि हमें यहाँ सब कुछ अंग्रेजी में व्यक्त करना है आप इसे स्वाभाविक रूप से विषय वस्तु और क्रिया के विषय में लिख रहे हैं और यह सब लेकिन यह वास्तविक रूप से एक एजेंट की कार्रवाई नहीं है यह है कि आप यहां एक कार्रवाई का अनुभव नहीं करेंगे बल्कि इस 15 दिनों के नकारात्मक संतुलन की अनुमति है एक बाधा की तरह है जिसे हमें सिस्टम में लाने की आवश्यकता होगी जबकि हम कुछ अन्य क्रियाओं जैसे कि क्लबबेड एक क्रिया है जिसका महत्व और अधिक जिम्मेदारी और प्रणाली की गतिशीलता से अधिक है इस प्रकार मैं यहां इंगित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्रियाओं की सूची के संदर्भ में क्या कहना चाह रहा हूं जो यहां है उसमे इस सूची से हमें प्राथमिक रूप से पहचानने की कोशिश करनी होगी कि हम क्या कर रहे थे इस स्थिति के लिए अधिक महत्वपूर्ण अधिक प्रासंगिक क्रियाएं हैं जो हमारे पास हैं और हमें स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी मुख्य जिम्मेदारी छुट्टी प्रबंधन प्रणाली तैयार करना है ताकि समस्या की मूल परिभाषा के अनुसार अधिकांश क्रियाएं जो या तो अवकाश प्रकार की वस्तुओं द्वारा शुरू की जाती हैं या जहां छोड़ने वाली वस्तुएं एक प्रतिभागी हैं निश्चित रूप से अधिक महत्व रखती हैं और हमें अधिक विस्तार से देखना होगा इसलिए इसके साथ चलिए अब हम इन क्रियाओं को उन वर्गों के साथ रखने का प्रयास करते हैं जो हमारे पास पहले से ही पहचानी जाने वाली कक्षाएं हैं हमारे पास पहचानी गई कक्षाओं की एक उचित संख्या है इसलिए मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह वास्तव में दस्तावेज़ का विश्लेषण है और वर्ग को उन क्रियाओं के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो इससे संबंधित हो सकते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मेरा बयान यह कहता है कि यदि मेरा बयान कहता है उदाहरण के लिए तो यहाँ यह कहता है कि जो कर्मचारी काम करता है वह इन दोनों को एक साथ जोड़ता है हम कार्यकारी रिपोर्ट कहते हैं ताकि इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए आप कहते हैं कि सीसा कौन अनुमोदित करता है ताकि इन दोनों का एक साथ संबंध हो तो यह इस तरह के रिश्ते हैं जिन्हें हम आगे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं हम पहले से ही उन संज्ञाओं को जानते हैं जो उन वर्गों से संबंधित हैं जिन्हें हमने पहचान लिया है कि हम उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं और हम क्रियाओं की पहचान कर रहे हैं और जिन क्रियाओं से अब हम एनोटेट करने की कोशिश करेंगे यह रिश्ता एक बेहतर विचार पाने के लिए कि जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं तो हम इस कार्य की पहचान करते हैं रिकॉर्ड अनुरोध रद्द जाँच रिपोर्ट और ये सभी कर्मचारी के साथ जुड़े क्रिया हैं जबकि छुट्टी से जुड़ी क्रिया क्रेडिट होगी जो कि छुट्टी का श्रेय दे रही है छुट्टी को मंजूरी दे रही है और इसी तरह से इत्यादि इसलिए यदि हम केवल यह परिभाषित करते हैं कि इन क्रियाओं को हम अब उन्हें जिम्मेदारियों के रूप में सोच सकते हैं और आप देखेंगे कि इनमें से कुछ नीले रंग में चिह्नित कर रहे हैं विशेष रूप से ये क्योंकि हम जानते हैं कि कर्मचारियों की कई श्रेणियां हैं और यदि आप दस्तावेज़ पर विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि ये ज़िम्मेदारियाँ हैं या ये ऐसे संबंध हैं जिनका उल्लेख सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए किया गया है जबकि हो सकता है कि यह स्वीकृत हो या पछतावा अपेक्षाकृत प्रतिबंधित हो हो सकता है कि यह केवल नेतृत्व या प्रबंधक के लिए लागू हो लेकिन यह कार्यपालिका पर लागू नहीं इसलिए सामान्यीकरण के संदर्भ में मैं कहूंगा कि ये अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और अधिक सामान्य जिम्मेदारियां जिन्हें हम पहचानते हैं और हम उन्हें उन वर्गों के साथ एक साथ रखने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास हैं तो यह अब हमें हमारे भाषाई विश्लेषण के अमूर्त सारांश में लाता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास प्रमुख कार्य रिपोर्ट हैं अनुरोध है अनुमोदन करें ये प्रमुख क्रियाएं हैं तो ये वे क्रियाएं या जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमने पहचाना है और फिर हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर क्या है और संभवतः क्या एक सहायक है जो मुझे बस फिर से इस पर वापस जाने देता है और फिर आपको मैं सरे पृष्ठ के कुछ हिस्से दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं हमेशा पहले पृष्ठ पर चर्चा कर रहा हूं तो हम कहते हैं कि यहां विनिर्देश कह रहे हैं कि ये विशिष्ट उपयोग के मामले हैं जिसका अर्थ है कि उपयोग का मामला एक शब्द है जो हमें बताता है कि आमतौर पर उपयोगकर्ता वास्तव में इस प्रणाली का उपयोग कैसे करेंगे वास्तव में अलग अलग परिदृश्य क्या हैं जिनके माध्यम से वह या वह उपयोग करेगा प्रणाली इसलिए अगर हम यहां देखें तो हम वस्तुओं और जिम्मेदारी के बीच अधिक जुड़ाव देख पाएंगे इसलिए यदि हम देखें उदाहरण के लिए यहाँ कहते हैं कि हर तरह का हर कर्मचारी अपने खाते से निम्नलिखित कार्य कर सकता है ताकि स्पष्ट रूप से इनसे संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियाँ हैं जो आपके पास हैं अब हम कह रहे हैं कि इन सभी को हम यह कहते हुए चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रिकॉर्ड निवेदन निरस्त इन का लाभ उठाएं जो हम कह रहे हैं कि इनमें से कुछ प्रमुख सार हैं कुछ अन्य के विपरीत प्रमुख जिम्मेदारियां हैं तो आइए हम यह समझें कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे फिर से यहां स्क्रॉल करने दें हमें बताएं कि हम कह रहे हैं कि CL को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है CL को क्लब नहीं किया जा सकता है फिर कहते हैं कि EL को ले जाया जा सकता है फिर कहते हैं कि इसे क्लब किया जा सकता है यह कहता है कि SL को क्लब किया जा सकता है इसलिए यदि हम इन क्लब को एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह अवकाश वर्ग या अवकाश वस्तुओं की जिम्मेदारी पर जाएगा लेकिन यह है कि हम कहेंगे कि यह एक अधिक सहायक जिम्मेदारी की तरह प्रतीत होता है क्योंकि यह एक जिम्मेदारी है जो फिर से सिस्टम में एक प्राथमिक कार्रवाई नहीं होगी जैसा कि यह बहुत जोर से बदल रहा है और स्पष्ट है कि वह कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है स्वीकृत हो सकता है वे शायद पछतावा करते हैं और इसी तरह और अगर इसका लाभ उठाते हैं तो वे इसे रद्द कर सकते हैं और इसके मुकाबले में ये भी जिम्मेदारियां हैं और वे निश्चित रूप से छुट्टी वर्ग के हैं और ये जिम्मेदारियां संभवतः छुट्टी वर्ग के शोधन की ओर ले जाएंगी यह वर्ग संरचना में अलग अलग परिशोधन को जन्म देगा जो हमारे पास है संभवतः यह और अधिक बाधाओं को लागू करेगा और एक कारण है कि हम इस भेद को बनाना चाहेंगे और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और जो गैर प्रमुख कार्य हैं उनमें अंतर करने की कोशिश करेंगे मैं केवल इस बात की व्याख्या करने के लिए चर्चा कर रहा हूं कि हम इसे एक गैर कुंजी में क्यों डाल रहे हैं और ये प्रमुख क्रियाएं क्यों हैं जो आपके पास हैं और इसके अलावा आपके पास बहुत सारी सहायक क्रियाएं हो सकती हैं जैसे कि कुछ करना पड़ता है और इसी तरह मूल रूप से कोर सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन आ रहा है क्योंकि आपको आखिरकार पूरी तरह से अंग्रेजी जैसी भाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता है तो इसके साथ ही अगर हम वापस ले लेते हैं तो कुछ बहुत ही शुरुआती स्तर पर या डिजाइन कुछ इस तरह दिख सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि हम पहले से ही जानते थे कि कई वर्ग और कर्मचारी एक वर्ग हैं और यदि हम अभ्यास में देखें तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं जो हैं एक कर्मचारी के नाम व्यक्तिगत विवरण पदनाम कर्मचारी कोड लॉगिन आईडी के लिए दस्तावेज़ में निर्दिष्ट कहीं ये संज्ञा के निष्कर्षण के विश्लेषण के माध्यम से आए थे और फिर यह वर्गीकरण वर्गीकरण के रूप में विशेषताओं के माध्यम से चला गया इसलिए हमारे पास ये विशेषताएं होंगी और ये अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम क्रियाओं के विश्लेषण के संदर्भ में पहचानने में सक्षम हैं और फिर उन्हें जोड़ते हुए जैसा कि मैंने वास्तविक कर्मचारी के साथ दिखाया था कक्षा इसलिए हमारे पास क्रियाओं का एक संग्रह है हमारे पास एक कर्मचारी वर्ग है और हम उन्हें दस्तावेज के आधार पर जोड़ सकते हैं कि दस्तावेज में क्या हुआ है तो यह एक प्रकार का कर्मचारी वर्ग है जिसमें विशेषताएँ और जिम्मेदारियाँ हैं जैसे कि हमारे पास कार्यपालिका है हमारे पास नेतृत्व है हमारे पास प्रबंधक हैं इन सभी के लिए आपको समान चीजों की आवश्यकता है इसलिए मैं इसे आपको छोड़ दूंगा और मैं फिर से सलाह दूंगा कि यह केवल एक विराम देने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है और कर्मचारियों की अन्य प्रकार की श्रेणियों के लिए यह काम करने की कोशिश करें कि उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी उनकी ज़िम्मेदारियाँ कैसे बन गईं बाद के मॉड्यूल में आगे बढ़ते हुए हम वास्तव में उस जानकारी का उपयोग करेंगे और डिजाइन के विभिन्न शोधन करेंगे यह छुट्टी के गुणों के साथ छुट्टी वर्ग का सिर्फ एक और उदाहरण है जैसे छुट्टी का प्रकार प्रारंभ तिथि अवकाश की अवधि और इसी तरह और अन्य जिम्मेदारियाँ जैसे वैधता की जाँच लेखांकन क्षमताएं यह सब सामने आएंगे और फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा वास्तव में छुट्टी वस्तुओं पर काम करने के लिए और कक्षाओं के सभी सेट के लिए प्रयास करें कृपया विशेषताओं और जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें ताकि आपके पास पूरे सिस्टम की बुनियादी परिभाषित इकाइयों के मामले में अच्छी पकड़ हो गुणवत्ता की जांच के लिए त्वरित समय फिर से अगर हम देखते हैं कि हमने मुख्य रूप से जिम्मेदारियों को यहां जोड़ा है इसलिए हमने अभी तक जिम्मेदारियों के संदर्भ में कक्षाओं की व्याख्या का विश्लेषण नहीं किया है जो हम अगले दो मॉड्यूल में करना चाहते हैं इसलिए चूंकि हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो हम युग्मन और सामंजस्य मैट्रिक्स के संदर्भ में बदलने की उम्मीद करते हैं वे उसी स्थान पर बने रहे लेकिन मेरी भावना यह थी कि हम धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं हम अभी भी कम हैं लेकिन कम से कम हमने इस प्रणाली का एक पहलू पूरा कर लिया है कि सभी वर्गों के लिए हमने विशेषताओं और जिम्मेदारी को पहचान लिया है इसलिए एक निश्चित स्तर पर हमारे पास सिस्टम की गतिशीलता के बारे में एक मूल धारणा है हालांकि हमने अभी तक उन रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने अभी तक विश्लेषण नहीं किया है कि उन रिश्तों का सिस्टम के समग्र संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पास पर्याप्त क्षमता के लिए कुछ विचार उभर रहे हैं इसलिए हमारा अगला लक्ष्य निश्चित रूप से विभिन्न संघों वर्गों के बीच विभिन्न संबंधों का पता लगाना होगा ताकि हम डिजाइन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें इसलिए इस मॉड्यूल में संक्षेप में हमने विश्लेषण किया है कि हम एक अनौपचारिक अंग्रेजी विवरण से कक्षाओं और इसकी विशेषताओं और जिम्मेदारी की पहचान कैसे कर सकते हैं हमारे पास मुख्य रूप से इस मॉड्यूल में है और पहले वाले में हमने मुख्य रूप से एक भाषाई विश्लेषण दृष्टिकोण का उपयोग किया है जो यह करने का एक तरीका है निश्चित रूप से कई अन्य तरीके हैं जो इस विश्लेषण को किया जा सकता है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह हमने दिखाया है हर चरण के लिए विनिर्देश पर वापस जाना महत्वपूर्ण है और यह भी मापें कि आप metrics के संदर्भ में कितना अच्छा कर रहे हैं यह जाँचने के संदर्भ में कि विभिन्न गुणवत्ता पैरामीटर कैसे कर रहे हैं और फिर वापस आकर उसे परिष्कृत करें निरंतरता में हम इस खोजपूर्ण अभ्यास को जारी रखेंगे और अगले module में हम कक्षाओं के भीतर संबंध और पदानुक्रम का पता लगाएंगे